इस इकाई में हम कुछ परिपथ प्रमेयों को देखेंगे जो परिपथ विश्लेषण के लिए उपयोगी होते हैं जो अन्य परिपथ प्रमेयों को प्राप्त करने के लिए उपयोगी होते हैं और जो कुछ मामलों में कुछ प्रकार के परिपथ विश्लेषण को बहुत सुविधाजनक बनाते हैं और कुछ प्रमेयों का उपयोग बड़े परिपथ को सरल परिपथ में संक्षिप्त करने के लिए भी किया जाता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इन सभी चीजों को देखेंगे पहला प्रमेय जो कुछ लेता है जिसे हम पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं वह सुपरपोजिशन प्रमेय है हमने पहले जो कहा वह यह था कि यदि हमारे पास स्वतंत्र स्रोत और रैखिक घटक हैं तो हम एक एक करके स्वतंत्र स्रोतों को लेकर सर्किट का समाधान ढूंढ सकते हैं जो उनमें से एक को सक्रिय रख रहा है और अन्य सभी के मूल्यों को 0 पर सेट कर रहा है और जब सभी स्वतंत्र स्रोत एक साथ काम कर रहे हों तब समाधान खोजने के लिए अलग अलग समाधान खोजें अब सामान्य विश्लेषण के आधार पर हमने नोडल विश्लेषण या मेष विश्लेषण की तरह यह आसानी से साबित किया जा सकता है कि अब मैं क्या करने जा रहा हूं आइए इस सर्किट को लेते हैं जिसे हमने नोडल विश्लेषण करते समय पहले माना है इसके दो करंट स्रोत और वोल्टेज स्रोत हैं अब यदि आप सभी देखते हैं कि इसका विश्लेषण किया जाना है तो आप स्वतंत्र वोल्टेज स्रोतों के साथ नोडल विश्लेषण करने के पाठ पर वापस जा सकते हैं तो यहाँ मैं केवल उन परिणामों का उपयोग करने जा रहा हूँ जो हम पहले ही प्राप्त कर चुके हैं तो अब आप यहां तीन स्रोत देख सकते हैं करंटI1 वोल्टेज स्रोत V0 और करंट स्रोत I 2 अब यदि हम इसका नोडल विश्लेषण करते हैं तो हम इन समीकरणों पर पहुंचेंगे यह G मैट्रिक्स × नोड वोल्टेज का अज्ञात वेक्टर है स्वतंत्र स्रोतों का वेक्टर जैसा कि मैंने पहले नोडल विश्लेषण करते समय उल्लेख किया है यह स्रोत वेक्टर हालांकि इस मामले में अक्षर I का उपयोग करता है इसमें धारा और वोल्टेज दोनों शामिल हैं अब मैंने इस सर्किट को सभी मामलों में एक उदाहरण के रूप में लिया है समीकरणों की स्थापना G × अज्ञात वेक्टर स्रोत वेक्टर के रूप में होगी तो स्पष्ट रूप से हम अज्ञात वेक्टर वी के नोड वोल्टेज के लिए जी को उलटा कर हल कर सकते हैं तो मैं इसे इस विशेष मामले के लिए इस स्रोत वेक्टर को लेकर लिखूंगा तो अज्ञात नोड वोल्टेज का समाधान इन अभिव्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और मैं स्रोत वेक्टर को इस तरह स्पष्ट रूप से लिखूंगा अब स्पष्ट रूप से यहाँ पर इस सदिश को I 1 0 0 0 V 0 0 0 0 I 2 के रूप में लिखा जा सकता है तो अब यह पूरी चीज़ G व्युत्क्रम × इस पूरी चीज़ के दायीं ओर के योग के बराबर है तो अनिवार्य रूप से हमने इस योग का गठन किया है और बाईं ओर G व्युत्क्रम से पूरी चीज को गुणा किया है जो कि G व्युत्क्रम × स्रोत वेक्टर होगा अब मैं प्रत्येक शब्द का विस्तार करता हूं कि यह क्या कहता है कि नोड वोल्टेज का पूरा समाधान V इस का योग है यह और वह एक है अब यदि आप इनमें से प्रत्येक पद को देखें तो आइए हम इसे एक उदाहरण के लिए लें कि यह क्या है यह G व्युत्क्रम × I 1 0 0 मूल रूप से यह पूरी बात है यहाँ समाधान है जब केवल I 1 गैर 0 है और V 0 और I 2 दोनों 0 हैंदूसरे शब्दों में यह समाधान है जब केवल करंट स्रोत I 1 ही कार्य मैं है और अन्य स्रोत निष्क्रिय हैं इसी तरह यह एक समाधान है जब केवल वोल्टेज स्रोत कार्य कर रहा है और दूसरा स्रोत निष्क्रिय है क्योंकि आप यह सामान्य समाधान ले सकते हैं यहां पर पूरा समाधान कहा गया है कि मैं 1 0 और मैं 2 0 आपको यह मिल जाएगा और इसी तरह आपको तीसरा मिलता है जब आपने I 1 0 और V 0 0 कहा तो यह समाधान है जब केवल I 2 सक्रिय है तो केवल इस स्थिति में I 2 सक्रिय है और इस स्थिति में केवल V 0 सक्रिय है तो यह कहता है कि पूर्ण समाधान जब तीनों स्रोत I 1 V 0 और I 2 एक साथ कार्य करते हैं तो समाधान के बराबर होता है जब केवल I 1 अभिनय होता है और दूसरा निष्क्रिय होता हैसमाधान जब वी 0 अभिनय कर रहा है और अन्य दो निष्क्रिय हैं और समाधान जब I 2 अभिनय कर रहा है और अन्य दो निष्क्रिय हैं और यह बिल्कुल सुपरपोजिशन प्रमेय का कथन है सक्रिय सभी स्रोतों के साथ यह समाधान है यह केवल I 1 सक्रिय के साथ समाधान के अलावा और कुछ नहीं है और यह केवल V 0 सक्रिय के साथ समाधान है और अंत में यह केवल I 2 सक्रिय के साथ समाधान है तो सभी स्रोतों के साथ यह समाधान केवल I 1 सक्रिय के साथ समाधान का योग है केवल V 0 सक्रिय के साथ समाधान केवल I 2 सक्रिय के साथ समाधान यह सुपरपोजिशन प्रमेय मूल रूप से समीकरणों की रैखिकता का परिणाम है इस मामले में हमने मैट्रिक्स को तीन वैक्टरों के योग को गुणा करके मैट्रिक्स के रूप में अलग अलग वैक्टरों को गुणा करके और उन्हें एक साथ जोड़ दिया है तो सर्किट को नियंत्रित करने वाले समीकरणों के रैखिक होने का परिणाम सुपरपोजिशन है अब यह उपयोगी क्यों है यह उपयोगी है क्योंकि यह विश्लेषण को सरल करता है एक साथ अभिनय करने वाले सभी तीन स्रोतों के साथ सर्किट का विश्लेषण करने के बजाय आप एक समय में एक स्रोत के साथ काम कर रहे हैं और समाधान जोड़ सकते हैं अब मैंने उस विशेष सर्किट के साथ सचित्र किया जिसमें अब तीन स्रोत थे जो कि उदाहरण के लिए है आप आसानी से देख सकते हैं कि आपके पास एक कठिन स्रोत वेक्टर हो सकता है और आप हमेशा स्रोत वैक्टर की संख्या के योग के रूप में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं जहां प्रत्येक स्रोत वेक्टर में स्रोतों में से केवल एक गैर 0 है और आपको बिल्कुल वही परिणाम मिलेगा इसलिए यदि आप चाहें तो आप जा सकते हैं और कुछ सामान्य देखभाल के लिए प्रमाण को पूरा कर सकते हैं और विशेष सर्किट के लिए नहीं मुझे यकीन होगा लेकिन जो तर्क मुझे दिखाया गया है वह सभी सर्किटों पर लागू होता है अब निश्चित रूप से आप मेष विश्लेषण का उपयोग करके भी वही सबूत दिखा सकते हैं यह विश्लेषण विधि नहीं है जो यहां महत्वपूर्ण नहीं है यह परिणामी समीकरणों की रैखिकता है जो सर्किट को नियंत्रित करती है इसलिए यदि हमारे पास सर्किट में स्वतंत्र स्रोत और रैखिक घटक हैं तो हम हमेशा समीकरणों को शब्दों के एक समूह के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं जो चर में रैखिक होते हैं कुछ शब्द जो स्वतंत्र स्रोतों का संयोजन होते हैं और क्योंकि ये समीकरण रैखिक होते हैं आपके पास सुपरपोजिशन का यह गुण है हमने देखा है कि तीन स्वतंत्र स्रोतों के उपहार में नोड वोल्टेज वेक्टर को केवल I 1 सक्रिय और अन्य दो सेट 0 के साथ समाधान के रूप में लिखा जा सकता हैकेवल V 0 सक्रिय है और अन्य दो 0 केवल I 2 सक्रिय हैं और अन्य दो 0 पर सेट हैं यह सुपरपोजिशन प्रमेय है जैसा कि मैंने उल्लेख किया है हमें इस विशेष सर्किट या केवल तीन स्रोतों की आवश्यकता नहीं है हमारे पास किसी भी संख्या में स्रोत हो सकते हैं और जब आप नोड वोल्टेज को देखते हैं तो आप परिणामों को सुपरपोज कर सकते हैं और परिणामस्वरूप सर्किट में कोई भी वोल्टेज या करंट सभी वोल्टेज और करंट क्या सर्किट सुपरपोजिशन से प्राप्त किया जा सकता है तो यह नोड वोल्टेज वेक्टर है जिसका निहितार्थ हम सुपर पोस्ट या वोल्टेज और करंट भी कर सकते हैं तो यह एक संभावित प्रमाण है क्योंकि आप यह साबित कर सकते हैं कि सुपरपोजिशन कई तरह से रैखिक समीकरणों के एक सेट के लिए अच्छा है अब एक और बात जो मैं यहां उजागर करना चाहता हूं वह यह है कि यदि आप इस व्यक्तिगत समाधान को देखते हैं तो इसमें तीन संख्या वाले वेक्टर का एक वेक्टर होगा जिसकी लंबाई तीन है मुझे केवल G व्युत्क्रम का एक सामान्य रूप लेने दें और मैं प्रविष्टियों को r 1 कहूंगा 1 r 1 2 r 1 3 r 2 1 r 2 2 r 2 3 r3 1 r3 2 r3 3 तो अब यदि आप G व्युत्क्रम × I 1 0 0 की गणना करते हैं तो यह इसके पहले कॉलम से संख्याएँ निकालेगा हमारे पास यह r 1 1 I 1 r 2 1 I 1 r 3 1 I 1 होगा तो यह सदिश होगा यह केवल I 1 अभिनय के कारण प्रतिक्रिया है मैं यहां जिस महत्वपूर्ण बिंदु का उल्लेख करना चाहता हूं वह यह है कि यह केवल I 1 के अनुपात में है इसलिए यदि आपके पास सर्किट में एक स्वतंत्र स्रोत है तो सर्किट में हर जगह समाधान चाहे वह वोल्टेज हो या करंट उस आश्रित स्रोत के समानुपाती होगा आप देख सकते हैं कि यह अब तीन वोल्टेज V 1 V 2 V 3 का एक वेक्टर है इसलिए V एक I 1 के समानुपाती है V 2 I 1 के समानुपाती है और V 3 I 1 के समानुपाती है जब I 1 अपने आप अभिनय कर रहा है इसलिए जैसा कि एकल स्वतंत्र स्रोत के साथ कहा गया है यह हमेशा ऐसा होता है कि सर्किट में हर प्रतिक्रिया चाहे वह वोल्टेज हो और करंट उत्तेजना के समानुपाती हो इसी तरह जब V 0 स्वयं कार्य कर रहा है तो हमारे पास V 0 के समानुपाती समाधान होगा और अंत में जब I 2 स्वयं कार्य कर रहा है तो सभी समाधान I 2 के समानुपाती होंगे तो यह V 0 के समानुपाती है और यह है I 2 के समानुपाती तो संक्षेप में हमारे पास एक रैखिक सर्किट में एक स्वतंत्र स्रोत है इसका मतलब यह है कि स्वतंत्र स्रोत के अलावा अन्य सभी घटक रैखिक हैं ये रैखिक हैंइसका मतलब है कि वे आर प्रतिरोधी हो सकते हैं और नियंत्रित स्रोत कैपेसिटर और प्रशिक्षक भी रैखिक होते हैं लेकिन वहां समाधान थोड़ा अलग होता है इसलिए हम अब उनसे निपटना चाहते हैं तो एकल स्वतंत्र स्रोत और रैखिक सर्किट सभी प्रतिक्रियाएं और प्रतिक्रियाओं से मेरा मतलब वोल्टेज और धाराओं से है तो ये वे प्रतिक्रियाएँ हैं जिन्हें हमने स्रोत के मूल्य के समानुपाती माना है यदि आपके पास कई स्रोत हैं तो सभी प्रतिक्रियाएं चाहे वे वोल्टेज हों या धाराएं स्रोतों का एक रैखिक संयोजन है एक विशेष चर नोड वोल्टेज V 1 लेना चाहिए यह r 1 1 I 1 r 1 2 V 0 r 1 3 I होगा 2 बात यह है कि यह I 1 V 0 और I 2 का एक रैखिक संयोजन है विभिन्न मात्राओं के लिए आनुपातिक स्थिरांक अलग अलग होंगे यदि हम कुछ अन्य मात्रा लेते हैं मान लीजिए कि दूसरा नोड वोल्टेज V 2 है तो यह r 2 1 I 1 r 2 2 V 0 r 2 3 I 2 होगा तो यह I 1 V 0 का एक रैखिक संयोजन भी है और मैं 2 तो यह फिर से आपको ध्यान में रखना होगा कि यदि आपके पास सर्किट में प्रत्येक मात्रा के लिए कई स्रोत हैं और मात्राओं से मेरा मतलब है कि वोल्टेज और धाराएं विशेष रूप से शक्ति नहीं हैं प्रत्येक एक सभी का एक रैखिक संयोजन होगा स्वतंत्र स्रोत मूल्य तो आप उस तथ्य का उपयोग कुछ स्थितियों में कुछ सर्किट में समाधान खोजने के लिए भी कर सकते हैं